तो यह है इस 3 फेज़ ग्रिड संयोजन प्रणाली में हम इन सभी नियंत्रक खण्डों को बदलना चाहते हैं और हम नियंत्रक क्षेत्र में सभी वेरिएबल्स DC के रूप में रखना चाहेंगे हम यह कैसे करे क्योंकि सभी सिग्नल जो आप सेंस कर रहे हैं वे AC सिग्नल हैं इस परिवर्तन को कैसे किया जाए इसलिए मुझे इसे हटाने दें और मुझे एक लाइन बनाने दें लाइन के ऊपर सभी वेरिएबल्स AC हैं लाइन के नीचे मैं सभी सिग्नल्स को कुछ परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तित करना चाहता हूं जहां यह यहां DC बन जाते हैं तो वह AC डोमेन है और यह क्षेत्र DC डोमेन होगा इसलिए मैं एक ट्रान्सफोमेटर लगाऊंगा और इन सभी सिग्नल्स को परिवर्तित कर दूंगा हम कहते हैं कि आप जिन कर्रेंटस को सेंस कर रहे हैं वे साइनुसॉइडल सिग्नल हैं और आप इसे इस परिवर्तन से गुजारने के बाद जिसे हम फ्रेम परिवर्तन कहते हैं यहां पर वैरिएबल यहां तक कि करंट वैरिएबल भी DC दिखाई देंगे तो नियंत्रक को जैसा कि वेरिएबल्स DC दिखाई दे रहे हैं मैं अब एक सेट पॉइंट नियंत्रक बना सकता हूं अब यह बहुत बेहतर प्रतिक्रिया देगा और नियंत्रक भी सरल होगा और बेहतर बैंडविड्थ और बेहतर प्रदर्शन होगा ऐसा करने के लिए हम इस d q अक्ष सिद्धांत पर चर्चा करेंगे यह d q अक्ष सिद्धांत है यह एक परिवर्तन सिद्धांत है जहाँ आप AC सिग्नल्स को DC में परिवर्तित कर सकते हैं AC साइनुसॉइडल सिग्नल को DC में परिवर्तित कर देते हैं और फिर DC मानों पर काम करते हैं और फिर वापस इन्हे AC डोमेन में बदल देते हैं जहां वे AC सिग्नल बनेंगे तो AC डोमेन से DC डोमेन DC डोमेन से AC डोमेन में बदलने की यह प्रक्रिया लोकप्रिय है जिसे d q अक्ष सिद्धांत के रूप में जाना जाता है जिसे अब हम देखेंगे यहाँ एक अक्ष पर विचार करें मैं इसे अभी नाम नहीं दूंगा मैं इसे बाद में नाम दूंगा बस यहाँ एक अक्ष पर विचार करें और यहाँ एक समय अक्ष पर विचार करें जैसा कि दिखाया गया है और एक अन्य समय अक्ष मैं इसके किनारे से बना रहा हूँ अब मैं इस समय अक्ष पर एक साइन वेव बनाता हूं इसी तरह से मैं इस समय अक्ष पर भी उस समय की वेव को दोहराऊंगा अब यहाँ न केवल मैं एक साइन वेव बना रहा हूँ मेरे पास एक कोसाइन वेव कॉस वेव भी होगा तो मुझे इस तरह से कॉस वेव को चिह्नित और आकर्षित करने दें जैसा कि साइन वेव समय के साथ विकसित हो रही है हर एक पल में इसका एक मान होगा और उस मान को इस अक्ष पर प्रोजैक्ट करेगें जिसे हमने पहले बनाया था इसलिए यदि आप देखते हैं जैसे जैसे समय विकसित होता है इस अक्ष पर एक प्रोजेक्टेड छवि होगी और वह इस क्षेत्र में होगी यह साइन वेव के एम्प्लीट्यूड के आधार पर होगा अब मैं एक और ऑर्थोगोनल अक्ष को बनाऊंगा इस तरह से मैं अभी भी इसे नाम नहीं दूंगा मैं बाद में दूंगा लेकिन यह एक ऑर्थोगोनल अक्ष है तो यह साइन एक प्लेन पर रखा गया था जो वर्टीकल है मेरे पास इस तरह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा और उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मैं इस कॉस वेव को इस तरह रखूंगा तो आपको कल्पना करनी होगी कि कॉस वेव को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया है साइन वेव को वर्टिकल प्लेन पर रखा गया है तो उन्हें दो ऑर्थोगोनल प्लेन्स पर रखा गया है जैसे आपने साइन वेव के लिए किया था जैसे जैसे समय विकसित हो रहा है कॉस वेव कॉस वेव का प्रोजेक्शन इस अक्ष इस ऑर्थोगोनल अक्ष पर देखा जाता है जैसा कि हम देखते हैं जैसा कि मैंने यहां दिखाया है तो एक चक्र में जैसे कि कॉस वेव इस तरह विकसित हुआ है आप प्रोजेक्शन को इस अक्ष पर एक लाइन की तरह देखेंगे यहाँ पर कॉस और साइन सिग्नल्स पर विचार करें अब मान लें कि यह लाइन वर्टीकल लाइन ग्रे छायांकित लाइन इस तरह समय के साथ आगे बढ़ रही है मैं इस ग्रे छायांकित लाइन को अलग अलग पॉइंट्स पर समय में स्थानांतरित करने जा रहा हूं मैं इसे समय अक्ष में स्वीप करने जा रहा हूं तो आइए हम कहते हैं कि समय के इस पॉइंट पर हम कहें कि यह 0 है आइए देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है जब यह इस पॉइंट पर होता है तो साइन वेव का मान 0 होता है कॉस वेव का मान अधिकतम होता है इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो साइन वेव का मान 0 है इसका प्रोजेक्शन इस अक्ष पर है यह यहाँ होगा कॉस वेव का परिमाण अधिकतम है और इस प्लेन पर यह अधिकतम है इसका प्रोजेक्शन यहां है और मैं इस निर्देशांक अक्ष पर इस पॉइंट और साथ ही इस निर्देशांक अक्ष इस पॉइंट का वेक्टोरिएल योग का निरूपण करने के लिए यहां चिह्नित करूँगा अब मैं इस रेफरेन्स लाइन को इस तरह दाहिनी ओर स्थानांतरित करूँगा अब इस समय प्रतिच्छेदन पॉइंट पर साइन और कॉस का मान इस तरह हैं अब यदि आप साइन लेते हैं जो वर्टिकल प्लेन पर है तो पॉइंट संबंधित पॉइंट यहां है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर Y के लिए संबंधित पॉइंट यहां है दोनों एक ही समय में है अब उसे प्रोजेक्ट करें इस अक्ष पर कॉस पॉइंट को प्रोजेक्ट करें साइन पॉइंट को वर्टिकल अक्ष पर प्रोजेक्ट करें और आप देखेंगे कि वे दो संयुक्त होंगें और परिणाम इस तरह एक वेक्टर होगा तो यह एक कॉस का मान होगा यह एक साइन का मान है और इसलिए यह कॉस के कोण का वर्ग प्लस साइन के कोण का वर्ग का वर्गमूल होगा जो कि 1 है अगर साइन और कॉस दोनों यूनिट साइन और यूनिट कॉस हैं अब मैंने इस रेफरेन्स लाइन को और आगे बढ़ा दिया है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कॉस समय सिग्नल 0 पर है इस पॉइंट पर और साइन समय सिग्नल अधिकतम पर है अब इस ऑर्थोगोनल प्लेन निरूपण पर वापस आते हुए आप देखेंगे कि कॉस सिग्नल हॉरिजॉन्टल प्लेन में 0 तक पहुँच गया है साइन सिग्नल वर्टिकल प्लेन पर अधिकतम पहुँच गया है और अब आप इस अक्ष पर साइन सिग्नल को प्रोजेक्ट करते हैं कॉस सिग्नल को इस अक्ष पर प्रोजेक्ट करते हैं तब आप देखेंगे कि क्योंकि कॉस सिग्नल का मान 0 है परिणामी मार्कर यहाँ होगा और वेक्टर इस पॉइंट पर होगा यहां फिर से कॉस सिग्नल 0 हो रहा है साइन सिग्नल का अधिकतम मान है यदि वे यूनिट साइन और यूनिट कोसाइन हैं तो अधिकतम मान 1 होगा तो आप देखते हैं कि सभी वेक्टर एम्प्लीट्यूड 1 एम्प्लीट्यूड 1 एम्प्लीट्यूड 1 पर हैं और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यह इस बिन्दुपथ के साथ चलना शुरू कर देगा वेक्टर की नोंक इस बिन्दुपथ पर चलेगी और वृत्त की त्रिज्या 1 होगी यह वास्तव में एक वृत्त होगा क्योंकि हर दूसरे मध्यवर्ती पॉइंट तक कॉस θ cos θ का वर्ग प्लस साइन θ sine θ का वर्ग के वर्गमूल से पहुँचा जा सकता है जो कि 1 होगा तो यह निर्देशांक अक्ष जो मेरे पास यहां है यह निर्देशांक अक्ष एक स्थानिक निर्देशांक प्रणाली है मैं अब इस अक्ष को चिह्न α अक्ष के नाम से और इस वर्टीकल अक्ष को β अक्ष के नाम से पुकारूंगा तो यह निर्देशांक प्रणाली समय के साथ जुड़ी नहीं है ये दोनों अक्ष समय पर निर्भर नहीं हैं वे सिर्फ दो अक्ष हैं स्पेस में ऑर्थोगोनल अक्ष हैं इसलिए इसे स्थानिक निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है क्योंकि वे केवल कुछ समय सिग्नल के प्रोजेक्शन का निरूपण करते हैं और क्योंकि ये स्पेस निर्देशांक प्रणाली में वेक्टर हैं इसलिए इन्हें स्पेस वेक्टर कहा जाता है ये वेक्टर समय के हर पल मे जो यहां एक वृत्त बना रहे हैं और लगातार घूम रहे हैं इन्हें स्पेस वेक्टर कहा जाता है यह सिग्नल जो हमने शुरू किया था ये दो सिग्नल्स साइन और कोसाइन जो समय के साथ विकसित हो रहे हैं वे समय के सिग्नल्स हैं और ये समय सिग्नल्स तब दो अलग अलग फ्रेम या दो अलग अलग प्लेन्स में डाल दिए गए थे साइन सिग्नल को वर्टिकल प्लेन पर रखा गया था और कॉस सिग्नल को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा गया था इसलिए समय के सिग्नल्स को ऑर्थोगोनल प्लेन्स में दर्शाया गया है इसलिए दो समय के सिग्नल्स तब इन समय सिग्नल्स को ऑर्थोगोनल प्लेन्स में दर्शाया गया था यहाँ भी समय अक्ष के विकास की धुरी है और फिर हमने तात्कालिक एम्प्लीट्यूड को एक स्थानिक निर्देशांक प्रणाली α and β अक्ष पर प्रोजेक्ट किया है और हमने देखा कि प्रोजेक्टेड समकक्ष परिणाम वेक्टर का एम्प्लीट्यूड 1 था बशर्ते ये दो वेव्स यूनिट एम्प्लीट्यूड की साइन और कोसाइन वेव्स थीं और यह वेक्टर समय के विकास के साथ लगातार घूमता रहा यह α अक्ष के साथ शुरू हुआ और 900 में यह β अक्ष पर पहुंच गया जब साइन अधिकतम तक पहुंच गया और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है यह वेक्टर एक पूर्ण चक्र पूरा करता है तो एक बार साइन वेव आगे बढ़ने और 1 पूर्ण चक्र पूरा करने के बाद यह वेक्टर स्पेस वेक्टर α अक्ष से शुरू हो गया है और एक पूर्ण चक्र बना और फिर से α अक्ष में वापस आ गया तो हमने क्या हासिल किया है हमने यह निकाला है कि यह समय सिग्नल्स अब एक स्पेस वेक्टर में परिवर्तित हो गए हैं समय के सिग्नल्स को अब स्थानिक वेक्टर या स्पेस वेक्टर के रूप में दर्शाया जा सकता है जो स्पेस में घूमता हुआ एक स्पेस वेक्टर है अब इस सिद्धांत को हम AC सिग्नल्स को DC में बदलने के लिए उपयोग कर रहे हैं α β स्थानिक निर्देशांक प्रणाली पर विचार करें मेरे पास α है और मेरे पास β है इस स्थानिक निर्देशांक प्रणाली में एक वेक्टर पर विचार करें यह एक स्पेस वेक्टर है अब स्पेस वेक्टर का एम्प्लीट्यूड r है और यह एक कोण θ पर है इस तरह से और इस स्पेस वेक्टर को R के रूप में वेक्टोरिएल रूप में दर्शाया जा सकता है अब इस R को एम्प्लीट्यूड r e की पावर jθ पोलर स्वरूप में लिखा जा सकता है यह कुछ भी नहीं बल्कि rcos θ j sin θ है इस तरह से अब यह R का निरूपण है r और θ वेरिएबल्स का उपयोग करते हुए अब एक और निर्देशांक प्रणाली पर विचार करें और मैं एक को d अक्ष और q अक्ष के रूप में कह रहा हूं d और q ऑर्थोगोनल हैं यह एक और निर्देशांक प्रणाली है जिसका मूल एक ही है केवल यह α निर्देशांक प्रणाली से एक कोण ρ से विस्थापित है अब इस नई D Q निर्देशांक प्रणाली में हम इसी R का निरूपण α β के रूप में कैसे करते हैं अब α β निर्देशांक प्रणाली में वेक्टर R का निरूपण r e की पावर jθ के रूप में किया जाता है जैसे यहाँ है अब इस R को D Q निर्देशांक प्रणाली में r e की पावर jθ माइनस ρ के रूप में लिखा जा सकता है यह θ है θ माइनस ρ यह कोण है और मैं इसे re की पावर jθ गुणा e की पावर jρ में लिख सकता हूं अब r e की पावर jθ कुछ और नहीं बल्कि α β निरूपण है मैं इसे α β के रूप में e की पावर jρ के रूप में लिखूंगा इसलिए ρ यहाँ चित्र में आने वाला एकमात्र वेरिएबल है और यह ρ पुराने निर्देशांक प्रणाली से नए निर्देशांक प्रणाली का विस्थापन है या मुझे कहना चाहिए की यह α β निर्देशांक प्रणाली से d q निर्देशांक प्रणाली का विस्थापन है तो दो निर्देशांक प्रणाली के केवल विस्थापन कोण का उपयोग करके आप वेक्टर का निरूपण d q निर्देशांक प्रणाली में लिख सकते हैं यह α β निर्देशांक प्रणाली में वेक्टर का निरूपण गुणा परिवर्तन कारक e की पावर jρ के बराबर है यह एक बात है या मैं कह सकता हूं α β का निरूपण α β निर्देशांक प्रणाली में R का निरूपण d q निर्देशांक प्रणाली में निरूपण गुणा एक परिवर्तन कारक ejρ में दिया गया है इसलिए यहां यह jρ है यहां jρ है तो एक आगे का रूपांतरण है दूसरा रिवर्स रूपांतरण है तो यह पहले वाला α β से d q α β से d q परिवर्तन है दूसरा वाला d q से α β परिवर्तन रिवर्स रूपांतरण है तो ये दो परिवर्तन हैं जिनका उपयोग हम आगे और पीछे जाने के लिए करेंगे अब हम क्या करने जा रहे हैं हम इस वेक्टर को जिसे हमने देखा था कि एक वेक्टर जो एक चक्र में घूम रहा था और फिर हम R के साथ सिंक्रनाइज़ करने और घूमते रहने के लिए d q भी बनाएंगे तो वेक्टर एक चक्र में घूम रहा है यह ɷt गति पर जा रहा है इसलिए कोण θ ɷt पर जा रहा है हम 𝜌 बनायेंगे वह भी ɷt पर जायेगा तो ऐसा लगता है कि जैसे d इस वेक्टर R का अनुसरण कर रहा है तो R और d के बीच का कोण हर एक पल में समान होगा हालांकि दोनों घूम रहे हैं तो अगर किसी को इस d q अक्ष पर जाना था और फिर वे यहां पर बैठे हैं और देख रहे हैं हमेशा d अक्ष पर इस R वेक्टर का प्रोजेक्शन एक स्थिरांक है q अक्ष पर हमारे वेक्टर का प्रोजेक्शन एक स्थिरांक है तो क्षण दर क्षण आप देखेंगे कि जब तक R में बदलाव नहीं होता तब तक कोई बदलाव नहीं होता है और d अक्ष पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए सब कुछ DC के रूप में देखा जाएगा एक बार व्यक्ति α β अक्ष पर वापस आता है यह घूम रहा है और फिर सब कुछ साइन और कोसाइन वेव के रूप में देखा जाएगा तो यह ऐसा सिद्धांत है जो अस्तित्व में आता है और इसी तरह हम AC सिग्नल को DC में बदलते हैं और फिर यहाँ नियंत्रक नियंत्रण क्रिया करें और फिर वापस जाता है इसलिए सभी नियंत्रक को dq अक्ष रेफरेन्स अक्ष में रखा जाता है जो ɷt पर घूम रहा है या R वेक्टर के समान गति से घूम रहा है इसलिए यह dq अक्ष सिद्धांत है हम कुछ रूपांतरण समीकरणों के साथ संघटित करते हैं और फिर हम खंड आरेख को लिख सकते हैं